तो इस प्रकार देखने से पता चलता है कि फेज a फेज b फेज c के कंडक्टर का फ्लक्स लिंकेज abc04605 गुने यह पूरी मैट्रिक्स गुने IaIbIc है यह समीकरण 63 है इस प्रकार सममित इंडक्टेंस मैट्रिक्स L 04605 गुने यह सभी पद मैट्रिक्स के रूप में के बराबर है तथा इन सभी की इकाई मिली हेनरी प्रति किलोमीटर है अब संतुलित 3 फेज धारा के लिए जिसमें Iaसंदर्भ है और IaIbIcएक दूसरे से 120 डिग्री फेज अंतराल पर हैं अल्फा 1 एंगल 120 अल्फा स्क्वायर 1 एंगल 240 तथा अल्फा क्यूब 1 के बराबर है इस प्रकार आप लिख सकते हैंIc Ia को 120 डिग्री से लीड कर रही है इसलिए Ic अल्फा Ia के बराबर है तथा Ib जो Ia को 240 डिग्री से लीड कर रही है इसलिए Ibअल्फा स्क्वायर Ia के बराबर है यह समीकरण 65 है तो Ib तथा Ic के व्यंजक को समीकरण 63 और 65 में प्रतिस्थापित करने पर Laप्राप्त होता है जहां La बराबर a भागा Ia है इस तरह La 04605 log 1 भागा rजोड़ अल्फा स्क्वायर log 1Dab जोड़ अल्फा log 1 Dca है यह समीकरण 66 है इस प्रकार Lb bभागा Ibके बराबर है जोकि 04605 गुने अल्फा log 1 भागा Dabजोड़ log 1 भागा rजोड़ अल्फा स्क्वायर log 1 भागा Dbc के बराबर है यह समीकरण 67 है फिर Lc बराबर cभागा Ic है जोकि 04605 गुने अल्फा स्क्वायर log 1 भागा Dca जोड़ अल्फा log 1 भागा Dbc जोड़ log 1 भागा r के बराबर है यह समीकरण 68 है तो समीकरण 66 67 68 यह दिखाता है की La LbLcवास्तविक परिमाण नहीं है यह म्युचुअल इंडक्टेंस के कारण बराबर नहीं है क्योंकि यह काल्पनिक भाग को भी रखते हैं इसलिए यह वास्तविक परिमाण नहीं है इसका मतलब La LbLc भिन्न है इसलिए फेज a फेज b फेज c के इंडक्टेंस को समान करने के लिए हम ट्रांसमिशन लाइन की एक कार्यप्रणाली का उपयोग करते हैं जिसे एक ट्रांस्पोज ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं तो इस स्थिति में मानो तुम्हारे पास कंडक्टर त्रिकोणीय विन्यास में है तथा यह a है यह b है यह c है फेज a के कंडक्टर में धारा Ia हैफेज b के कंडक्टर में धारा Ib तथा फेज c के कंडक्टर में धारा Ic है फेज a और फेज b के बीच की दूरी Dabहै फेज b और फेज c के बीच की दूरी Dbc है तथा फेज c और फेज a के बीच की दूरी Dca है ठीक है अब यह ट्रांसमिशन चक्र है 3 फेज लाइन का चक्र यह भाग 1 है यह भाग 2 है और यह भाग 3 है यह a है यह b है यह c है इसलिए पहले भाग 1 पर ध्यान देते हैं कंडक्टर a से Iaकंडक्टर b से Ib और कंडक्टर c से Ic धारा बह रही है तो अब क्या होगा यह सेक्शन 1 का पहला है तथा अगले भाग को हम सेक्शन 2 कहते हैं और यह साइक्लिक ऑर्डर में होगा इसका मतलब कंडक्टर a को यहां होना चाहिए लेकिन यह कंडक्टर b के स्थान को ग्रहण कर रहा है तो यह यहां आ रहा है इसी प्रकार अगर हम ट्रांस्पोजिशन नहीं लेते तो कंडक्टर a को सेक्शन 3 मैं यहां पर होना चाहिए लेकिन यह कंडक्टर c के स्थान को ग्रहण कर रहा है इसलिए कंडक्टर a तीन विभिन्न सेक्शन में एक चक्र पूरा कर रहा है क्योंकि यह 3 फेज है तो इस प्रकार कंडक्टर का स्थान बदल रहा है तो यह a b c है अब यदि आप मानो की यह a है यह b है यह c है ठीक है तथा अगले भाग में कंडक्टर के स्थान बदल गए हैं इसका मतलब मैं आपके लिए फिर से इसे ड्रा कर रहा हूं अब आप इसे घड़ी की दिशा में घुमाएं तो यह c है शुरुआत में यह c a के स्थान को ग्रहण किए हुए था a b के स्थान को ग्रहण किए हुए हैं तथा b c के स्थान को ग्रहण किए हुए हैं इसका मतलब आप इसे घड़ी की दिशा में लिए हुए हैं इस प्रकार अगले भाग में यह c a b है इसी प्रकार से अंत वाली के लिए भी अगर आप इसे घूम आए तो b c के स्थान को ग्रहण करेगा c aके स्थान को ग्रहण करेगा तथा a b के स्थान को ग्रहण करेगा इसका मतलब यह फिर से b c a के रूप में घड़ी की दिशा में होगा और यहां यह c a b था तो यह a b c से शुरू हो रहा है उसके बाद c a के स्थान को ग्रहण करता है b a b के स्थान को ग्रहण करता है b c के स्थान को ग्रहण करता है इसी प्रकार तीसरा b c a है तो यह वास्तव में कंडक्टर का ट्रांस्पोजिशन है और अगर आप इसे नियत अंतराल माने तो वास्तव में औसत इंडक्टेंस थोड़ी कम और ज्यादा पर समान होगी अब एसिमिट्रिकल स्पेसिंग फेज इंडक्टेंस के कंपलेक्स मान को बताता है जिसे हमने अभी तुरंत देखा है जो पावर सिस्टम के अध्ययन को कठिन नहीं बनाता है अच्छे तरीका में प्रति फेज क्षेत्र सममिति रहने का एक तरीका नियत अंतराल पर कंडक्टर के स्थान को आपस में इस तरह बदले की प्रत्येक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर के वास्तविक स्थान को ग्रहण करें तो इस तरह से हम ट्रांस्पोजिशन को अपनाते हैं जिसमें एक चक्र में 3 भाग होते हैं तो इस तरह से कंडक्टर के स्थान में बदलाव को हम ट्रांस्पोजिशन कहते हैं आमतौर पर ट्रांस्पोजिशन को स्विचिंग स्टेशन के पास उपयोग में लिया जाता है मतलब सब स्टेशन के पास इस तरह से एक संपूर्ण चक्र को चित्र 9 में दिखाया गया है चित्र 9 मतलब यह चित्र जिसे अभी मैं वर्णित किया हूं यह व्यवस्था प्रत्येक कंडक्टर को ट्रांस्पोजिशन चक्र पर एक ही औसत इंडक्टेंस का कारण बनाती है क्योंकि हमारे पास कंडक्टर है जिनकी प्रत्येक भाग में स्थान में बदलाव हो रहा है यह माना गया है कि प्रत्येक थ्री फेज के लिए औसत इंडक्टेंस समान रहेगी औसत इंडक्टेंस को प्राप्त करने के लिए हम L बराबर एक तिहाई Laजोड़ Lbजोड़ Lc करेंगे यह समीकरण 69 है या L बराबर 04605 log Dmभागा Dsमिली हेनरी प्रति किलोमीटर यह समीकरण 70 है जहां हम ने इन सभी चीजों को पहले परिभाषित कर लिया है तथा Dmबराबर Dab गुना Dbcगुना Dca का घात ⅓ है तथा Dsr जोकि काल्पनिक त्रिज्या है के बराबर है तो इस प्रकार यह फेज इंडक्टेंस L हुई ट्रांस्पोजिशन के यही फायदे हैं अब अगला 3 फेज डबल सर्किट लाइन का इंडक्टेंस है तो इस स्थिति में फिर से यह सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 है तो यहां यह abc है मतलब यह वास्तव में डबल सर्किट लाइन है यानी प्रत्येक फेज मैं यहां दो कंडक्टर हैं इसलिए a b c और फिर a' b' cहै ac' की दूरी d1 इसका मतलब bb' की दूरी भी d1 है ca' की दूरी भी d1 है इसी प्रकार a से b' की दूरी d2 है इसका मतलब b से a' की भी दूरी d2 है क्योंकि सिमेट्री से a से a' की दूरी d3 है इसका मतलब c' से c की दूरी भी d3 है और फेज a तथा फेज b के बीच की दूरी D है इसी प्रकार c'b' और b से c की दूरी D है और a से c की दूरी D जोड़ D यानी 2D है अब पहले के जैसा ही अगर हम इसे बदले यानी जिसे आप सेक्शन 1 कहते हैं उसे तो इस सेक्शन 2 में यह c a b है तो यहां भी यह बदलता है इसलिए c से c' a से a' और b से b' ठीक है लेकिन यहां प्रत्येक फेज में दो कंडक्टर है इस कारण से c से c' a से a' और b से b' इसी प्रकार सेक्शन 3 में यह b c a है जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा है इसलिए b से b' a से a' c से c' तो यह चित्र 10 है जिसमें डबल सर्किट 3 फेज लाइन में कंडक्टर की व्यवस्था को दिखाया गया है तो थ्री फेज डबल सर्किट लाइन के प्रत्येक फेज में दो समानांतर कंडक्टर होती है a तथा a' दो समानांतर कंडक्टर हैं उसी प्रकार b तथा b' और c तथा c' आम तौर परविश्वसनीयता और उच्च संचरण क्षमता के लिए डबल सर्किट थ्री फेज लाइन को बनाना एक आम अभ्यास है क्योंकि प्रत्येक फेज में अगर आपके पास दो कंडक्टर समानांतर होंगे तो प्रतिरोध का मान आधा हो जाएगा तथा इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी मान आधा हो जाएगा इस प्रकार रिएक्टेंस का मान आधा हो जाएगा इसका मतलब यह अधिकतम संचरण क्षमता को बढ़ा देगा तो इस प्रकार अधिकतम संचरण क्षमता को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि ऐसा विन्यास रखें जो प्रत्येक फेज में न्यूनतम इंडक्टेंस प्रदान करता हूं हम इंडक्टेंस को न्यूनतम करना चाहते हैं क्योंकि संचरण प्रणाली में रिएक्टेंस की तुलना में प्रतिरोध का मान काफी कम होता है इसलिए हम चाहते हैं कि इंडक्टेंस कम होना चाहिए जिससे कि रिएक्टेंस भी कम हो जाएगा यह तभी संभव है जब म्यूच्यूअल GMD कम हो और सेल्फ GMD ज्यादा हो अगर आप Dm को कम कर सके और Dsको ज्यादा कर सके तो यहां यह Dmकम है और हर में Ds ज्यादा है मतलब इन दोनों का अनुपात काफी कम होगा जिसके कारण से यह मान काफी छोटा हो जाएगा इस तरह अगर आप करेंगे तो इंडक्टेंस का मान काफी कम हो जाएगा इसी कारण से यदि म्यूच्यूअल GMD छोटा हो और सेल्फ GMD बड़ा हो तभी संभव है तो वह चित्र 10 जहां मैंने आपको डबल सर्किट 3 फेज लाइन के ट्रांसमिशन चक्र को दिखाया था तो इंडक्टेंस की गणना के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम ज्यामितीय माध्य दूरी की गणना पहले पहले करें और फिर सेल्फ GMD की इन दोनों चीजों को आपको पहले पता करना है तो इसे करने के लिए मुझे इस चित्र पर फिर से आना होगा अब आप पहले से जानते हैं की Deq Dab DbcDca का पावर 1 भाग 3 के बराबर होगा इसे हम समीकरण 71 कहेंगे तो Dab ट्रांसमिशन साइकिल के सेक्शन 1 के फेज a और b के बीच का म्यूच्यूअल GMD है तो इस प्रकार अगर आप Dab को देखें तो यह ab और a'b' है तो Dab D है और फिर Dabहै यह वास्तव में कुछ ऐसा होगा थोड़ा इंतजार कीजिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं इस प्रकार Dabबराबर dabdabdabहै फिर से यह dab आ रहा है क्योंकि फेज a के दो कंडक्टर फेज b के दो कंडक्टर है तो यह dab गुना dabहोगा यह dab D के बराबर है और dab छोटा d2 के बराबर है इसलिए यह d2 है फिर dab D के बराबर है और यहां पावर 1 भाग 4 होगा क्योंकि यहां 4 पद है इसलिए ¼ dab और dab यह आपस में समान है तथा d2 के बराबर हैं और dab D के बराबर है इसका मतलब यह है D का वर्ग गुना d2 का वर्ग का पावर ¼ बराबर D d2 का पावर ½ यहां कोई भ्रम नहीं होना चाहिए यह काफी आसान है वास्तव में dab D के बराबर है dab d2 के बराबर है फिर dab d2 के बराबर है और dab D के बराबर है इसलिए यहां देखें की आपस में कुल कितने संभावना है तो इस तरह से यह D d2 के पावर ½ के बराबर आ रहा है इसका मतलब इसी कारण से मैंने यह लिखा है की D2d22 का पावर ¼ जोकि D d2के पावर ½ के बराबर है Dab Dbcआपस में सामान हैं क्योंकि a और b इस क्षेत्र में है तथा b और c केवल इस क्षेत्र में है इसी प्रकार से b और c इस क्षेत्र में है इसलिए Dab Dbc यह दोनों आपस में बराबर है अब अगर आप Dca के बारे में सोचें तो यहां यह ac' a'c है तो इस स्थिति में Dca बराबर होगा तो पहले मुझे dac लेना है फिर d को जिसे आप ac' कहते हैं फिर dca' तो इस स्थिति में d ac 2D है dac' d1 है ca' भी d1 है और यह da'c' भी 2D है तो अंततः यह 2D गुना d1 का पावर ½ होगा तो यहां भी यह 2D d 1 का पावर ½ आ रहा है इस तरह से अगर आप सभी चीजों की गणना करेंगे मेरा मतलब Dab DbcDcaकी गणना यहां कोई भ्रम नहीं होना चाहिए आप सिर्फ b के सभी संभावनाओं को ध्यान में रखें तो अंततः Dca 2D d1 के पावर ½ होगा इस प्रकार Dab DbcDcaइन सभी के मान को समीकरण 71 में रखें तो इस स्थिति में रखते हैं तब D eq Dd2 का पावर ½ गुना Dd2 का पावर ½ गुना 2D d1 का पावर ½ के पूरे का पावर ⅓ सरलीकरण करने के बाद D eq बराबर 2 का पावर ⅙ गुना D का पावर ½ गुना d2 का पावर ⅓ गुना d1 का पावर ⅙ यह समीकरण 72 है चुकी प्रत्येक सेक्शन में कंडक्टर अपने स्थान को बदल रहे हैं फिर भी सभी सेक्शन के लिए D eq समान रहेगा इसका मतलब ट्रांस्पोजिशन के बाद भी D eq नहीं बदलेगा यह सेक्शन 1 की तरह सामान रहेगा यानी सेक्शन 2 का D eq तथा सेक्शन 3 का D eq समान है इसके बाद हमें समतुल्य सेल्फ GMD को प्राप्त करना है तो इसे इस प्रकार दिया जा सकता है Ds बराबर Dsa फेज a का सेल्फ GMD गुनाDsb फेज b का सेल्फ GMDगुना Dscफेज c का सेल्फ GMD का पावर ⅓ यह समीकरण 73 है है यहां मैंने फेज a के लिए लिखा है D sa बराबर सेक्शन 1 में फेज a का सेल्फ GMD यानी केवल कंडक्टर a और a' तो इस स्थिति में Dsaअगर आप देखें यह केवल फेज a के लिए है तो इस स्थिति में Dsa daa गुना daa' गुना d a'a' गुना da'a पावर ¼ अब अगर सभी फेज में इस कंडक्टर की त्रिज्या सामान माने तो daa r' होगा daa' d3 के बराबर होगा यानि r' का वर्ग गुने d3 का वर्ग इसका मतलब यह वास्तव में r'd3 का पावर हाफ हैं तो इस तरह आप सेल्फ GMD को पता करेंगे इसी प्रकार से फेज b के लिए भी r'd1 का पावर हाफ हैं और इसी प्रकार जब हम Dsc पता करेंगे तो यह r'd3 हो जाएगा और अंततः r' का वर्ग गुने d3 का वर्ग r' d3 का पावर हाफ हो जाएगा तो यह सभी DsaDsb Dsc 3 विभिन्न सेल्फ GMD है जिनको आप उस समीकरण 73 Ds में रखते हैं तो DsaDsb Dsc का पावर ⅓ प्राप्त होता है जिसे फिर से सरल करते हैं तो इस प्रकार Ds बराबर r' का पावर हाफ d1 का पावर ⅙ तथा d3 का पावर ⅓ है यह समीकरण 74 है प्रत्येक ट्रांस्पोजिशन साइकल में Ds भी बराबर होगा क्योंकि उनकी स्थान में तो परिवर्तन होती है लेकिन Ds में कोई बदलाव नहीं होता इसलिए पूरे ट्रांसमिशन साइकिल के दौरान यह सामान रहते हैं इसलिए आपको अन्य दो साइकिल के लिए Dm और Ds की गणना करने की आवश्यकता नहीं है एक बार अगर आप Dsऔर Dm पता कर लेते हैं फिर प्रति फेज इंडक्टेंस सूत्र का उपयोग करते हैं यहां L बराबर 04605 log D eq भागा Ds मिली हेनरी प्रति किलोमीटर है इसलिए D eq और Ds यहां प्रतिस्थापित करने पर सरलीकरण के बाद यह 04605 log 2 का पावर ⅙ फिर D भागा r'के पूरे का पावर ½ गुने d2 d3 का पावर ⅓ मिली हेनरी प्रति किलोमीटर प्राप्त होता है तो फिर से हम L को लिख सकते हैं जहां L बराबर ½ ब्रैकेट में Ls M यह समीकरण 75 है इसका मतलब यह भाग Lsहै जो 04605 log 2 का पावर ⅓ गुने Dr' है और यहां क्योंकि का चिन्ह है इसलिए d3d2 होगा इसलिए M बराबर 04605 log d3d2 के पूरे का पावर ⅔ होगा